हेलो इस पाठ्यक्रम माइक्रोवेव इंटीग्रेटेड सर्किट के अन्य मॉड्यूल में आपका स्वागत है पिछले मॉड्यूल में हमने बायनॉमिनल और चेबीशेव इम्पीडन्स ट्रांसफॉरमेशन नेटवर्क को पढ़ा था इस मॉड्यूल में हम टेपर के रूप में ज्ञात इम्पीडन्स मैचिंग नेटवर्क की एक और विशेष श्रेणी को सम्मिलित करेंगे अब हमने देखा कि जब हमारे पास मल्टी सेक्शन ट्रांसफार्मर होते हैं तो दोनों बायनॉमिनल या चेबीशेव पॉलिनॉमियल के लिए हमने माना था कि जब हम उस सेक्शन को बढ़ाते हैं तो देखते हैं कि बैंडविथ में वृद्धि होती है फिर तार्किक रूप से हमें एक अंतर्ज्ञान होना चाहिए कि यदि हम सेक्शन की संख्या में वृद्धि करते हैं तो हमारा बैंडविथ बड़े होते चले जाना चाहिए और तब जब हम सेक्शन की संख्या को अनंत बनाते हैं तो हमारे पास असीम रूप से बड़े बेंडविथ होनी चाहिए यह अंतर्ज्ञान बेशक है लेकिन क्या यह वास्तव में सच है तो इसके लिए यह पता लगाने के लिए कि क्या ऐसा संभव हैआइए हम सर्किट के इन विशेष सेक्शंस का विश्लेषण करने का प्रयास करें जहां असीम रूप से बड़ी संख्या में सेक्शन मौजूद है और सर्किट के इन सेक्शंस को टेपर के रूप में जाना जाता है k Zk1 - ZkZk1 Zk इसलिए विश्लेषण करने के लिए जैसा कि मैंने कहा कि आम अंतर्ज्ञान सुझाव दे सकता है कि यदि हम टेपर के मामले में सेक्शंस की संख्या में वृद्धि करते हैं तो हमें असीम रूप से बड़े बैंडविथ प्राप्त होने चाहिए तो पहली बात यह है कि अभी हम गामा K K मान लिखें तो जैसा कि पिछले सेक्शन में लिखा हुआ है उसी प्रकार लिखते हैं इसे ठीक से लिखते हैं तो जैसा हमने पहले भी बताया है कि यह गामा K का मान अथवा आसन एडजसेन्ट ट्रांसमिशन लाइन सेक्शन के बीच मिसमैच फैक्टर है d ZdZ - ZZdZ Z d2Z 121ZdZdzdz लिमिट में जब ZK Plus 1 और ZK के बीच अंतर डिफरेंशियल या बहुत छोटा है हम कहते हैं कि गामा K K और मैं उसे परिभाषित करता हूं इसलिए यदि हम एक बार फिर से गामा K K को लिखते हैं तो वह Z DZ माइनस Z और ZDZ प्लस Z का अनुपात होगा ZDZ और Z क्रमशः आगामी और कार्यवाही ट्रांसमिशन लाइनस के करैक्टरस्टिक इम्पीडन्स है और क्योंकि यह दो सेक्शंस के बीच का मिसमैच है जिसमें करैक्टरस्टिक इम्पीडन्स में असीम रूप से छोटे अंतर हैं इसलिए मैं गामा K K लिखने के बजाय D गामा K K लिख सकता हूं अथवा मैं इस सबस्क्रिप्ट को हटाकर सीधे D गामा लिख सकता हूं अब इस एक्सप्रेशन को और सरल करते हैं या ऐसे कहे की Z पर DZ से सन्निकट होना चाहिए यहां डिनॉमिनेटरभाजक में Z की दो बार अवधी है यहां DZ का मान Z की तुलना में बहुत छोटा है तो मैं डिनॉमिनेटरभाजक में सामान्य 2 लिख देते हैं और इसी तरह अंश में Z को Z से रद्द कर देते हैं तो यह एक अनुपात Z हो जाता है DZ और Dz का अनुपात Dz से गुणा होता है यहां z दूरी का कारक है यह एक्सप्रेशन टेपर के साथ दूरी के संबंध में करैक्टरस्टिक इम्पीडन्स की भिन्नता को दर्शाता है तो फिर D गामा के लिए मेरी पूरी एक्सप्रेशन यह बन जाती है D गामा के लिए यह मेरी पूरी एक्सप्रेशन है अब Z और z के बीच किस प्रकार का संबंध है इस पर निर्भर करता है कि कितने विभिन्न प्रकार के टेपर होते हैं अब अगर मैं गामा के मूल एक्सप्रेशन में वापस आता हूं तो Fourier फूरियर सीरीज के विस्तार का प्रयोग करते हुए हो सकता है जो मैंने पहले वर्णित किया था अब यहां K के व्यक्तिगत मूल्यों को लेने के बजाय DZ को 0 के आसपास मानते हैं या 0 के बराबर मानते हैं क्योंकि B डेल्टा Z अब थीटा का प्रतिनिधित्व करता है और जब यह डेल्टा Z लिमिट में आ रहा है या जीरो के करीब पहुंच रहा है तो मैं इसको सबमिशन एक्सप्रेशन में लिखने के बजाय इस एक्सप्रेशन को एक इंटीग्रल के रूप में लिख सकता हूं जिसमें Z की लिमिट Z बराबर 0 से Z बराबर L तक होगी जहां L पेपर का एक सिरा है तो टेपर Z बराबर 0 से शुरु होकर Z बराबर L तक होती है मुझे उम्मीद है कि यह इस कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है इस इंटीग्रल एक्सप्रेशन के बजाय इस सबमिशन एक्सप्रेशन के बजाय गामा in से इंटीग्रल करते है अब इस पर निर्भर करते हुए मैं कह सकता हूं की Z के फंक्शन के रूप में इम्पीडन्स प्रोफाइल या इस Z को Z के फंक्शन में मुझे विभिन्न प्रकार के टेपर मिलते हैं अब यह टेपर का गणितीय विवरण है टेपर इम्पीडन्स मैचिंग नेटवर्क है जिसमें इनफाईनाइट सेक्शन है सवाल यह है कि हम इसे कैसे प्राप्त करते हैं और यह कैसा दिखता है अब अगर हम एक माइक्रो स्ट्रिपलाइन पर विचार करें जैसा कि हमने पिछली कक्षा में देखा था कि वे पीवीसी बोर्ड है तो यह हमारा बिना टॉप मेटल लाइन का पीवीसी बोर्ड है अगर इस लाइन की चौड़ाई धीरे धीरे बदलते हैं तो इम्पीडन्स या करैक्टरस्टिक इम्पीडन्स भी धीरे धीरे बदलता है और इस प्रकार हमारे पास Z का इम्पीडन्स प्रोफाइल Z होगा जबकि Z इस दिशा में है एक कोएक्सियल केबल के लिए यह वह तरीका हो सकता है जिससे हम यह प्राप्त कर सकते हैं कि जैसे केबल का डायमीटर व्यास धीरे धीरे बदल रहा है तो उसकी इम्पीडन्स भी दूसरे हिस्से की तुलना में कम होगी क्योंकि उसकी मोटाई कम है यहां भी दूरी के साथ करैक्टरस्टिक इम्पीडन्स की भिन्नता होगी और इस प्रकार हम टेपर को प्राप्त कर सकते हैं या अगर हम एक पैरलल समानांतर प्लेट वेवगाइड पर विचार करते हैं जैसा की मैंने पिछली कक्षा के पिछले मॉड्यूल में कहा था कि पैरलल समानांतर प्लेट वेवगाइड एक दूसरे से निरंतर कांस्टेंट दूरी पर दो इनफाईनाइट लंबी प्लेटो के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है यदि आप टेपर को बनाना चाहते हैं तो प्लेटें अब इनफाईनाइट नहीं होगी और उनके बीच की दूरी अलग अलग होगी इसलिए हमारे पास जो विभिन्न प्रकार के टेपर हैं उनमें गणितीय दृष्टिकोण से पहला सबसे आम प्रकार का पेपर सबसे अधिक वर्णित पेपर है जिसे हम एक्स्पोनेंशियल पेपर कहते हैं

तो एक्स्पोनेंशियल पेपर में एक इम्पीडन्स प्रोफाइल होता है जैसे कि A यहां A एक कांस्टेंट स्थिरंक है Z0 भी एक कांस्टेंट स्थिरांक है Z एक करैक्टरस्टिक इम्पीडन्स और z टेपर के साथ दूरी है और इसलिए यहां से हम देखते हैं कि करैक्टरस्टिक इम्पीडन्स शुन्य दूरी पर Zz0 Z0 के बराबर होती है और इस एक्सप्रेशन के द्वारा A को प्राप्त किया जा सकता है जहां पर दूरी L के बराबर होने पर करैक्टरस्टिक इम्पीडन्स RL के बराबर होता है तो यह बिंदु टेपर के साथ वह दूरी होती है जहां हम लोड रजिस्टेंस को जोड़ते हैं इसलिए अब अगर हम गामा in के लिए एक्सप्रेशन का पता लगाने की कोशिश करते हैं तो इस फार्मूले का उपयोग करते हैं इसलिए गामा की वैल्यू के लिए इंटीग्रल एक्सप्रेशन का उपयोग किया जाता है जिसका वर्णन हमने कुछ समय पहले किया था तो यह एक एक्स्पोनेंशियल टेपर के एक इनपुट रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट के लिए एक्सप्रेशन है और इसे थीटा के विभिन्न मान या यह इनपुट परिवर्तन से इस दूरी के रूप में जाना चाहता है

एक्स्पोनेंशियल पेपर के लिए एक्सप्रेशन का उपयोग करते हुए गामा in के मान का पता लगाने की कोशिश करते हैं जिसे अभी हमने प्राप्त किया है गामा in के मान को इस प्रकार से लिखा जा सकता है और फिर सरलीकरण पर हम इसे इस तरीके से देखते हैं तो देखते हैं कि गामा in इस एक्स्पोनेंशियल टेपर के लिए सिंक फंक्शन के प्रोपोर्शनल समानुपाती है अन्य प्रकार के टेपर हैं जिन्हें हम देखते हैं कि हम आम तौर पर प्रयोग करते हैं इन टेपर में से यदि हम मॉनिटर स्लाइड पर वापस जाते हैं तो हम ट्रायंगूलर पेपर फंक्शन कहते हैं

अब ट्रायंगूलर पेपर फंक्शन की डेरिवेशन व्युत्पत्ति सरल नहीं है यह वास्तव में दो Gaussian Function का कॉन्बिनेशन संयोजन है उस स्थिति में गामा in के मान को इस तरह दिया जाता है जो वास्तव में सिंक फंक्शन के वर्ग के प्रोपोर्शनल अनुपातिक proportional है तो हम ट्रायंगूलर टेपर शंकु function या ट्रायंगूलर टेपर शंकु की फ्रीक्वेंसी आवर्ती को अनुमानित करते हैं अगर हम इस स्लाइड पर वापस जाते हैं तो यह ग्रीन लाइन ट्रायंगूलर टेपर के इनपुट रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट का प्रतिनिधित्व करती है और यह लाल लाइन एक्स्पोनेंशियल टेपर के इनपुट रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट का प्रतिनिधित्व करती है और हम देखते हैं कि ट्रायंगूलर टेपर के लिए रिपल्स की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी वास्तव में एक्स्पोनेंशियल टेपर की आधी है और इसका कारण ट्रायंगूलर टेपर की एक्सप्रेशन में गामा in के लिए सिंक स्क्वायर फंक्शन होता है जबकि एक्स्पोनेंशियल टेपर की एक्सप्रेशन में केवल एक सिंक फंक्शन होता है इसलिए एक अन्य प्रकार का टेपर जो आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है उसे क्लोफेनेस्टीन टेपर कहा जाता है यदि हम मॉनिटर की स्लाइड पर वापस जाते हैं तो इसमें एक जटिल कॉम्प्लिकेटेड इम्पीडन्स प्रोफाइल शामिल है यह वास्तव में संशोधित मॉडिफाइड बेसेल फंक्शन का इंटीग्रल है और गामा in की एक्सप्रेशन आपके लिए कुछ इस तरह है और अगर हम फिर से क्लोफेनेस्टीन टेपर को देखते हैं तो यह बैंगनी या वॉयलेट लाइन टेपर की इनपुट रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट के इम्पीडन्स आवृत्ति फ्रीक्वेंसी विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करता है जो विभिन्न प्रकार के टेपर का गुणांक होता है और यह बैंगनी लाइन क्लोफेनेस्टीन टेपर की विशेषताओं को दर्शाती है एक बात अगर हम ध्यान दें क्लोफेनेस्टीन टेपर के लिए की सभी रिपल्स समान ऊंचाई की है एक्स्पोनेंशियल टेपर के लिए डीसी DC के निकटवर्ती रिपल्स की ऊंचाई डीसी DC से दूर रिपल्स की तुलना में अधिक होती है जहां क्लोफेनेस्टीन टेपर के लिए सभी रिपल्स समान ऊंचाई के होते हैं ट्रायंगूलर टेपर के लिए रिपल्स की ऊंचाई न्यूनतम होती है लेकिन क्लोफेनेस्टीन टेपर के साथ साथ एक्स्पोनेंशियल टेपर की तुलना में बैंडविथ बहुत कम होता है यही कारण है कि क्लोफेनेस्टीन टेपर बैंडविथ के साथ साथ रिपल्स की ऊंचाई के बीच एक अच्छा समझौता है क्योंकि एक्स्पोनेंशियल टेपर के लिए हमें संभवत व्यापक बैंडविथ मिलती है लेकिन हमें रिपल्स भी उच्चतम मिलती है ट्रायंगूलर टेपर में हमें रिपल्स की ऊंचाई कम मिलती है लेकिन हमें बैंडविथ भी सबसे कम मिलती है और क्लोफेनेस्टीन टेपर दोनों के बीच में है इसलिए संक्षेप में मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि शंकुटेपर का उपयोग माइक्रोवेव इंजीनियरिंग में आमतौर पर किया जाता है वास्तव में किसी भी समय किसी भी सतह या डिवाइस पर एक रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब कम करने के लिए टेपर का उपयोग किया जाता है और टेपर भी स्थानीय रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब के होने को रोकता हैं वे इवेनिसेंट मोड के फॉरमेशन को भी रोकता है क्योंकि कोई भी शार्प मोड़ या कोई भी शार्प ट्रांजीषण हमेशा अवांछित अनवांटेड मोड होता है टेपर उस समस्या को हल करते हैं जो धीरे धीरे एक इम्पीडन्स से दूसरे इम्पीडन्स तक ले जाने में मदद करते हैं और इस प्रकार से हम आसानी से इम्पीडन्स ट्रांजीषण में सक्षम होते हैं और साथ ही टेपर को अक्सर एंटीना स्ट्रक्चर में उपयोग किया जाता है वास्तव में आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले कई एंटीना उदाहरण के लिए हॉर्न एंटीना TEM हॉर्न एंटीना पिरामिड हॉर्न एंटीना या कॉर्नर एंटीना यह सभी टेपर के उदाहरण है जिनका इस्तेमाल हम आमतौर पर करते हैं और भी माइक्रोवेव इंजीनियरिंग के साथ साथ एंटीना इंजीनियरिंग के महत्वपूर्ण उद्देश्य को भी हल करते हैं